तो हमने अब तक जो सीखा है वह तरंग फलन जो स्टेशनरी अवस्था श्रोडिंगर समीकरण के समाधान हैं ऑर्थोनॉर्मल हैं तो हैं मैं इसे दोहरा रहा हूं ताकि आप इन शब्दों से परिचित हों और हमने यह भी पाया कि मैं xαβ∫xxxdx के रूप में परिभाषित कर सकता हूं मैं इन सूचकांकों α βmn का बार बार उपयोग कर रहा हूं इसलिए कि आप जानते हैं कि ये डमी इंडेक्स हैं और pαβ∫xiddx dx और इनके माध्यम से हमने यह भी सीखा कि क्वांटम कंडीशन संतुष्ट है px xpiI संतुष्ट है इन ऑपरेटरों को इस तरह परिभाषित करने के लिए यह समझ में आया क्योंकि हमने यह भी सीखा कि eikx पर pop अभिनय ने मुझे फिर से eikx को गति दी तो इस तरह से हमने निश्चित संवेग की ओर बढ़ते हुए कण से संवेग निकाला या प्राप्त किया पिछले व्याख्यान में मैंने आपके साथ जो प्रश्न छोड़ा था वह xαα के बारे में था जो कि ∫2xdx और pαα जो ∫iddx dx है उनका क्या अर्थ है और 2 का क्या अर्थ है और यही वह प्रश्न है जिसे हम इस व्याख्यान में संबोधित करने जा रहे हैं तो मैं आपको सीधे 2 की जन्मजात व्याख्या देता हूं और फिर सब कुछ एक साथ अच्छी तरह से बैठता है तो यह एक बहुत ही आत्मनिर्भर सिद्धांत बन जाता है तो2 उस बिंदु पर एक कण खोजने के लिए एक्स पर संभाव्यता घनत्व है इसका क्या मतलब है कि ψ2x एक कण खोजने की संभावना के बराबर है जिसका तरंग कार्य ψ अंतराल 2 में एक्स के आसपास है तो यह प्रायिकता घनत्व है ψ2 प्रायिकता घनत्व है और यह अब सभी रिक्त स्थान पर एक कण खोजने की संभावना है अत ∞ से और के बीच कहीं भी एक कण के मिलने की प्रायिकता 1 है और इसलिए हम मांग करते हैं कि ∞ ψ2dx के बराबर हो जो ∞ से से के बीच एक कण खोजने की कुल संभावना है तो याद रखें कि इस सप्ताह के पहले व्याख्यान से कह रहे हैं कि हम मांग करने जा रहे हैं कि तरंग कार्य सामान्य हो जाए तो तरंग फ़ंक्शन को सामान्य करें अब एक व्याख्या है कि यह ∞ से और x अक्ष पर कहीं भी कण खोजने की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है और ψ2x मुझे अंतराल x में x के आसपास एक कण खोजने की संभावना देता है तो अब हम xαα का मान देखते हैं तो xαα के बारे में क्या xαα ∫2xdx के बराबर होने जा रहा है जो कुछ भी नहीं है लेकिन यदि आप इसे छोटे अंतराल में तोड़ते हैं तो यह प्रत्येक अंतराल 2 से अधिक है उस बिंदुx को छोड़कर जो x के आसपास कण खोजने की संभावना के x गुना के बराबर है मैं उन सभी छोटे छोटे अंतरालों को संक्षेप में बता रहा हूं तो यह और कुछ नहीं बल्कि x का औसत मान है तो xαα मुझे x का औसत मान देता है जब कण का तरंग कार्य सामान्य रूप से x औसत ∫ψ2xdx के बराबर होने वाला होता है और इसे x के अपेक्षा मान के रूप में जाना जाता है यही आप उम्मीद करते हैं यह देखने के लिए कि एक बार जब आप एक तरंग के रूप में कण का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कोई रास्ता नहीं है कि आपके पास इसके लिए एक फिक्स एक्स है तो यह एक्स की अपेक्षा या औसत मूल्य है और इसे इस तरह ⟨x⟩ के रूप में दर्शाया गया है यह वह संकेत है जिसे आपको pαα के बारे में पालन करना चाहिए तो अगला प्रश्न हम उठाते हैं कि pαα के बारे में क्या है pαα और कुछ नहीं बल्कि ∫iddx dx है या फिर इसे सामान्य रूप से उम्मीद मूल्य कहा जा रहा है यदि तरंग फ़ंक्शन ∫iddxψ dx है तो सामान्य तौर पर इसे पी या औसत पी का अपेक्षा मूल्य कहा जा रहा है और अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों तो याद रखें कि मैं फूरियर रूपांतरण में किसी भी ψ को 12π ∫dk k eikx के रूप में लिख सकता हूं यह फूरियर रूपांतरण है और यदि ψ सामान्यीकृत है तो एक ऐसा होना चाहिए कि वे पूरी चीज को सामान्य कर दें तो आइए देखें कि क्या ψ सामान्यीकृत है मैंने सामान्यीकृत किया है ψ का तात्पर्य ∞ dx ψ21 है आइए इसे प्रतिस्थापित करें तो मैं इसे एकीकरण के रूप में लिखने जा रहा हूं ∞ dx xψ और उनके फूरियर रूपांतरण लिखूंगा इसलिए कि यह 12π ∞ dk Akeikx हो जाता है यह भी ∞ से से कई बार या वे Ak होना चाहिए क्योंकि मैं लिख रहा हूं और माइनस साइन टाइम्स इंटीग्रेशन होना चाहिए ∞ से और मैं dk प्राइम लिखने जा रहा हूं यह एक डमी चर है मुझे विभिन्न चरों का उपयोग करना चाहिए Akeikx2π जो कि है तो चलिए अब फिर से लिखते हैं तो ∞ xxdx ∞ dx 12π ∞ dk Ake ikx12π ∞ dk Akeikx जिसे मैं dk के रूप में लिखने जा रहा हूं मैं इसे बाहर निकालूंगा ∞dk ∞dkAkAk ∞ dx eik kx2π और यह आप किसी भी गणित की किताब के माध्यम से जांच सकते हैं लेकिन δk k और इसलिए जब मैं संपूर्ण अभिन्न प्रदर्शन करता हूं यह ∞ dk Ak2 के बराबर हो जाता है और यह 1 है क्योंकि तरंग फ़ंक्शन सामान्यीकृत होता है तो यह मैं व्याख्या कर सकता हूं जैसा कि eikx के लिए आयाम है जो गति ℏk वाले कण के लिए तरंग कार्य है और इसलिए मैं लिख सकता हूं कि Ak2 कण के लिए संवेग k और Ak2k होने की संभावना घनत्व है यह संभावना है कि कण अंतराल kℏ में ℏk के आसपास संवेग प्रसार या संवेग है और इसलिए शुद्ध प्रायिकता जिसका ∞ से एक तक कोई संवेग है अब की व्याख्या के लिए p अपेक्षा मान है तो मैंने ⟨p⟩ ∞ xiddx ψdx परिभाषित किया है मुझे इसे फूरियर विस्तारित रूप में फिर से लिखने दें फूरियर ट्रांसफॉर्म यह है ∞ से dx बन जाता है ∞ से dkAke ikx 2π तो मेरे पास iddx of ∞ dk Akeikx2π है जिसे ∞dx ∞dkAke ikx2π ∞kdkAkeikx2π के रूप में लिखा जा सकता है मैं फिर से पहले की तरह उसी ट्रिक का उपयोग करने जा रहा हूं और पहले x इंटीग्रेशन करता हूं तो ∞dxeik kx2π δk k के अलावा और कुछ नहीं है और इसलिए यह इंटीग्रल ∫dk ℏk Ak2 बन जाता है जिसे मैं आपके लिए एक अभ्यास के रूप में छोड़ता हूं तो हमें क्या मिल रहा है अब यह है कि यह ⟨p⟩ जो कि ∫xiddx ψx dx है कुछ भी नहीं है लेकिन ∫dk ℏk Ak2 यह कुछ भी नहीं है लेकिन ℏk के आसपास अंतराल k में एक कण के संवेग होने की k गुना संभावना है और यह इन सभी अंतरालों का योग है तो यह औसत गति है तो pαα किसी कण की अवस्था या में औसत संवेग है तो इसे ⟨p⟩ के रूप में भी जाना जाता है तो pαα आपको उम्मीद देता है इसलिए विकर्ण तत्व आपको किसी दिए गए राज्य में उस मात्रा के लिए अपेक्षित मूल्य या औसत मूल्य देते हैं और विकर्ण तत्व आपको क्रॉस ट्रांज़िशन मैट्रिक्स तत्व देते हैं इसलिए हमने अब वेव फंक्शन की बॉर्न की व्याख्या के माध्यम से विकर्ण तत्व की व्याख्या की है बस ध्यान दें कि किसी भी बाध्य अवस्था के लिए और इसका मतलब है कि ψ±∞ 0 तरंग फ़ंक्शन में जाना अपनी बाध्यता से दूर नहीं जाता है इसकी अपेक्षा मान p हमेशा 0 होगा क्योंकि तरंग फ़ंक्शन अन्य कण के पास बाईं ओर जाने या दाईं ओर जाने के बराबर है यह आप अभी तुरंत कर सकते हैं आप इसे साबित करने का भी प्रयास कर सकते हैं तो इस व्याख्यान को समाप्त करें हमने व्याख्या को जन्म दिया है हम कहते हैं कि x2 संभाव्यता घनत्व है इसके साथ साथ मैंने आपको x के लिए फूरियर गुणांक A भी दिया है जो गति वाले कण के लिए संभाव्यता घनत्व देता है ℏk और फिर हमने xαα की व्याख्या की एक्स का औसत मूल्य और इसे एक नाम अपेक्षा मूल्य दिया और pαα भी गति की अपेक्षा मूल्य है अब आप फिर से देखेंगे कि चूंकि दो औपचारिकता हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर समतुल्य हैं इसलिए कोई भी संरक्षित मात्रा जो समय स्वतंत्र है केवल विकर्ण संख्या की मात्रा होगी जो संरक्षित नहीं हैं उनके पास विकर्ण शब्द भी होंगे तो अब आपने इन तीन व्याख्यानों में देखा कि 2 औपचारिकताएं समान हैं और हमने बांड व्याख्या के माध्यम से तरंग फ़ंक्शन की व्याख्या भी की है और अब हम यह भी जान गए हैं कि संबंधित मात्राओं के लिए ऑपरेटरों के माध्यम से मैट्रिक्स तत्वों की गणना कैसे करते हैं